तो फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी के साथ चलते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है यह किसके बीच में इंटरेक्शन है दो चार्ज रेसिड्यूज एक का धनात्मक आवेश होता है एक का ऋणात्मक आवेश होता है हम इसे दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं या तो आप उन परमाणुओं की पहचान कर सकते हैं जो आयन जोड़ी बनाने में सक्षम हो सकते हैं आयन जोड़ी बनाने के लिए उच्च क्षमता इस मामले में आप सकारात्मक चार्ज परमाणु देख सकते हैं उदाहरण के लिए कौन से रेसिड्यूज लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडाइन और नकारात्मक चार्ज किए गए रेसिड्यूज ग्लूटामिक एसिड और एसपारटिक एसिड अब अगर हम सकारात्मक चार्ज में नाइट्रोजन परमाणु और नकारात्मक चार्ज में ऑक्सीजन परमाणु देखते हैं और दूरी देखते हैं हम अलग अलग दूरी के कट ऑफ का उपयोग कर सकते हैं और आप 4 से 6 एंग्स्ट्रॉम तक देख सकते हैं हम आयन जोड़े के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि हम चार एंगस्ट्रॉम लेते हैं तो हम संभावित आयन जोड़े प्राप्त कर सकते हैं और हम 6 एंग्स्ट्रॉम तक बढ़ा सकते हैं लेकिन कमजोर सॉल्ट ब्रीजेस होंगे यहां तक कि अगर आप 6 एंग्स्ट्रॉम की दूरी का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए 4 एंगस्ट्रॉम में यह 1 परमाणु है यह N है और यदि आपके पास यह O है आप दूरी की गणना कर सकते हैं और दूरी 4 एंग्स्ट्रॉम से कम होनी चाहिए और फिर इन परमाणुओं का स्थान देखें चाहे बरीड हो या उसे उजागर किया गया हो यदि इसे किया जाता है तो यह उजागर की तुलना में अधिक योगदान देता है दफन क्या दफन के लिए परिभाषा है एक्सेसिबल सरफेस एरिया आप 5 प्रतिशत से कम देख सकते हैं हम इसे बरीड देख सकते हैं तो इस मामले में आप 3 किलो कैलोरी प्रति मोल और सतह के लिए डालते हैं और आप मानक मामले के लिए प्रति किलो 1 किलो कैलोरी प्रति मोल ले सकते हैं गणना के साथ गहरी गणना से बचने के लिए आप आयन जोड़े को सिर्फ दूरी के आधार पर देख सकते हैं और किस आयन जोड़ी को वेटेज दें आप आयन जोड़े से योगदान देख सकते हैं या आप सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी की गणना कैसे कर सकते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं E इन चार्जेस के उत्पाद के लिए आनुपातिक है और उनके बीच की दूरी के विपरीत आनुपातिक इसलिएआप q1और q2 देख सकते हैं वे इन दो परमाणुओं के चार्जेस हैं और R उनके बीच की दूरी है एप्सिलॉन क्या है यह माध्यम की पारगम्यता है तो आप देख सकते हैं कि यह शून्य में है आप इस मान को देख सकते हैं तो इन में इसे 1 के रूप में 4 पाय एप्सिलॉन 0 दिया गया है या आप पानी के लिए एप्सिलॉन का 80 और प्रोटीन के लिए 4 का उपयोग कर सकते हैं तो आपके पास वह q है जिसे आप जानते हैंR हम जानते हैं एप्सिलॉन हम इस मामले में किसी भी मामले के लिए जानते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी की गणना कर सकते हैं तो q1 और q2 हम 20 अलग अलग अमीनो एसिड रेसिड्यूज के लिए पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स को जानते हैं उदाहरण के लिए ग्लाइसिन इसलिए उन्होंने अलग परमाणु प्रकार दिया क्योंकि लिंकेज और प्रत्येक परमाणु के स्थान पर यह N CTऔर CO हम डेटा देते हैं तो अब हमारे पास q1 है हमारे पास q2 है इसलिए3D स्ट्रक्चरस से दूरी के साथ क्योंकि 3 डी स्ट्रक्चरस में हम xyz निर्देशांक प्राप्त करते हैं तो R हम जानते हैं तो q भी हम जानते हैं कि और इस मामले में आप आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी की गणना कर सकते हैं तो हम हाइड्रोफोबिक फ्रीएनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी की गणना कर सकते हैं तो कैसे करें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री एनर्जी है तो क्या है दो इलेक्ट्रो नाइट्रोजन परमाणु द्वारा साझा किया गया एक हाइड्रोजन यह इंटरेक्शन को आकर्षित करता है हाइड्रोजन बॉन्ड परमाणु के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु के साथ और एक अन्य इलेक्ट्रोनगेटिव एटम के साथ उदाहरण के लिए यदि आप परमाणु को देखते हैं जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे डोनर कहा जाता है और जो इस हाइड्रोजन को स्वीकार करता है उसे एक्सेप्टर कहते है तो हमें A और D जैसे दो इलेक्ट्रोनगेटिव परमाणुओं की आवश्यकता है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो और इन एक्सेप्टर और डोनर दाता के बीच की दूरी लगभग 23 से 33 एंग्स्ट्रॉम है जो लगभग आप 3 एंगस्ट्रॉम डाल सकते हैं दो भारी परमाणुओं के बीच यह हम सिस्टम में हाइड्रोजन बांड की पहचान करते हैं तो अब हम प्रोटीन स्ट्रक्चरस में इस हाइड्रोजन बांड की पहचान कर सकते हैं हाइड्रोजन बांड की पहचान कैसे करें क्योंकि हमारे पास निर्देशांक हैं इसलिए हम दूरी जानते हैं तो हम डोनर और एक्सेप्टर को 3 एंग्स्ट्रॉम की दूरी के भीतर रखते हैं आप प्रोटीन स्ट्रक्चरस में हाइड्रोजन बांड प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम HBPLUS का उपयोग कर सकते हैं यह आपको मुख्य चेन मेन चेन हाइड्रोजन बांड मुख्य चेन साइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड और साइड चेन साइड चेन हाइड्रोजन बांड और सभी देगा तो लगभग हम 1 किलो कैलोरी प्रति मोल लगा सकते हैं वास्तव में हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास प्रति मोल 1 से 5 किलो कैलोरी हो सकता है तो विभिन्न स्थितियों के लिए हम लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति मोल लगाते हैं और तब आप हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक प्रोटीन में कुल ऊर्जा की गणना कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी के लिए हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी के कारण फ्रीएनर्जी की गणना कैसे करें सभी परमाणुओं के लिए एक्सेसिबिलिटी एटॉमिक सॉल्वेशन पैरामीटर्स का उपयोग करें और योग करें और हमें डेटा मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी के लिए आयन जोड़े के साथ और प्रत्येक आयन जोड़ी को वेटेज दे सकते हैं अन्यथा आप दूरी और आवेश का उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मुक्त ऊर्जा की सीधे गणना करें हाइड्रोजन बांड आप एक हाइड्रोजन बांड देख सकते हैं लगभग आप प्रोटीन के लिए 073 हाइड्रोजन बांड देख सकते हैं तो इस मामले में आप हाइड्रोजन बांड देखते हैं और फिर प्रत्येक हाइड्रोजन बांड को अलग अलग भार देखते हैं और हाइड्रोजन बांड के कारण मुक्त ऊर्जा देखते हैं तो अब वनडेरवाल्स इंटरैक्शन देखें तो कैसे वनडेरवाल्स इंटरैक्शन की व्याख्या करे उदाहरण के लिए यदि दो परमाणु बहुत दूर हैं तो क्या होगा तो अगर यह बहुत दूर है बहुत दूर तो कोई इंटरेक्शन नहीं यह बहुत दूर है जब आप कुछ दूरी R के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं फिर क्या होगा उनके पास आकर्षक बल है R की न्यूनतम दूरी पर R की दूरी पर एक दूसरे के करीब आएंगे हमारे पास आकर्षक बल होगा फिर यह एक दूसरे के बहुत करीब है तो क्या होगा इसमें प्रतिकारक बल होगा अंत में यह प्रतिकारक इंटरेक्शनस द्वारा हावी हो जाएगा तो हम इस ग्राफ का उपयोग आकर्षक बल और प्रतिकर्षण बल को समझाने के लिए कर सकते हैं साथ ही शुद्ध बल तो यहाँ यह एक लाल है यदि आकर्षक बल बहुत दूर होगा तो कोई आकर्षक बल नहीं है कुछ इस दूरी पर X एक्सिस दूरी और Y एक्सिस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता है आप बल या ऊर्जा देख सकते हैं इसलिए यदि हम कुछ दूरी तक देखें तो हमारे पास आकर्षक बल है इस प्रकार अनुकूल इंटरएक्शनस फिर हम करीब जाते हैं फिर से अधिक करीब अगर आप अधिक करीब देखते हैं तो यह वन डेर वाल्स के प्रतिकर्षण के कारण है उनके पास उच्च प्रतिकारक इंटरैक्शन हैं आप देख सकते हैं कि प्रमुख प्रतिकारक इंटरेक्शन के साथ यह हरा है तो इन दोनों को एक साथ मिलाएं हमे लियोनार्ड जोन्स क्षमता मिल सकती हैं यह ग्राफ है कि वे कैसे दिखते हैं तो हम इस रेखांकन का उपयोग करके इस समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं 6 12 पोटेंशियल का उपयोग करते हुए यह ऊर्जा R i j पावर 12 Aij और R i j पावर 6 के बराबर है इसलिए इसे इसीलिए कहा जाता है 6 12 पोटेंशियल क्योंकि R i j की शक्ति 6 R i j की शक्ति 12 यदि यह पृथक्करण बहुत छोटा है तो कौन सा पद हावी होगा विद्यार्थी प्रतिकारक प्रतिकर्षण हावी होगा तो आप आर 12 देख सकते हैं यह बहुत अधिक है क्योंकि यह बहुत करीब है फिर प्रतिकारक हावी होगा क्योंकि उच्च प्रतिकारक ऊर्जा फिर यदि आप एक साथ चलते हैं तो R i j 6 हावी होगा फिर हमारे पास आकर्षक बल है फिर हमारे पास आकर्षक इंटरेक्शन है तो आकर्षक शब्द कौन सा है एक प्रतिकारक शब्द कौन सा है सकारात्मक प्रतिकारक शब्द है और नकारात्मक आकर्षक शब्द है तो इससे आप वनडेरवाल्स फ्रीएनर्जी के कारण होने वाली बातचीत का अनुमान लगा सकते हैं तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं यहाँ हमारे पास दो स्थिरांक A i j और B i j हैं यह A i j और B i j वनडेरवाल्स रेडियस और अच्छी तरह से वनडेरवाल्स डेप्थ पर निर्भर करता है वनडेर वाल्स रेडियस और वनडेरवाल्स डेप्थ क्या है जैसा कि हमने चर्चा की कि यह आकर्षक और प्रतिकारक शक्तियों का एक संयोजन है तो हम इस तरह से एक ग्राफ प्राप्त करेंगे और आप देख सकते हैं कि यह डेप्थ है तो यहाँ से संतुलन दूरी के लिए इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी तरह से डेप्थ मिल गई है तो विशेष दूरी में R यह दूरी R है जहां हमारे बीच सबसे अधिक आकर्षक इंटरएक्शनस हैं तो इसे R कहा जाता है उसे वनडेर वाल रेडियस कहा जाता है इसलिए इस ग्राफ से वनडेरवाल रेडियस और साथ ही वनडेर वाल्स डेप्थ की गणना कर सकते हैं यह एप्सिलॉन और R है तो इस रेडियस और अच्छी तरह से डेप्थ का उपयोग कर आप A i j और B i j की गणना कर सकते हैं तब यह समीकरण हम A i j को जानते हैं हम B i j की गणना कर सकते हैं और R i j की गणना हम 3D स्ट्रक्चरस से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास निर्देशांक हैं आप दूरी की गणना कर सकते हैं यदि आप दूरी को जानते हैं तो आप आसानी से R i पावर 6 और R i पावर 12 प्राप्त कर सकते हैं तो प्रत्येक परमाणु के लिए इसलिए हमारे पास रेडियस के लिए ये विशिष्ट मूल्य हैं और पूर्वनिर्धारित पैरामीटर्स को अच्छी तरह से गहराई देते हैं आप देख सकते हैं कि यह R i jऔर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के लिए एप्सिलॉन है चाहे वह कार्बन हो या C अल्फा कार्बन और विभिन्न प्रकार के परमाणु प्रकार आपके पास इन अच्छी तरह से डेप्थ के साथ साथ रेडियस भी हो सकती है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए हमने चार प्रकार के इंटरैक्शन के बारे में चर्चा की फिर हमारे पास डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड भी हैं डाइसल्फ़ाइड बांड कैसे बनते हैं ऑक्सीडेटिव वातावरण में यह दो सिस्टीन के बीच होता है आप S और S देख सकते हैं तो अंत में यह डाइसल्फ़ाइड बांड प्राप्त करता है इसलिए डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड मजबूत बॉन्ड हैं और यदि आप साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस प्रयोग देखते हैं उदाहरण के लिए यदि आपने एक सिस्टीन को दूसरे रेसिड्यूज में म्यूट किया है और सिस्टीन डाइसल्फ़ाइड बांड बनाता है फिर ऊर्जा कितनी दूर खो जाती है फ्री एनर्जी में परिवर्तन या अगर हम किसी अमीनो एसिड को सिस्टीन के साथ बदलते हैं और सिस्टीन एक डाइसल्फ़ाइड बांड बनाता है आप कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं यदि आप देखते हैं कि यह स्थान और वातावरण के आधार पर लगभग 2 से 5 किलो कैलोरी प्रति मोल है लगभग हम प्रत्येक डाइसल्फ़ाइड बांड के लिए इसे 23 किलो कैलोरी प्रति मोल 23 kilo cal per moleके रूप में ले सकते हैं क्या हम सभी प्रोटीनों में डाइसल्फ़ाइड बांड देख सकते हैं नहीं लगभग 20 30 प्रोटीन मे ही केवल हमारे पास डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड होते हैं क्योंकि आपके पास सिस्टीन होते हैं और वे डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड बनाते हैं तो फिर हम आते हैं कि डाइसल्फ़ाइड बांड बनाने की प्रवृत्ति कैसे है अगर हमारे पास 3 डी स्ट्रक्चरस हैं क्या हम डाइसल्फ़ाइड बांड की पहचान कर सकते हैं Student Yes विद्यार्थी हां आप दूरी और प्रत्येक प्रोटीन के आधार पर डाइसल्फ़ाइड बांड देख सकते हैं हम जानते हैं कि कितने डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड हैं इसके आधार पर आप डाइसल्फ़ाइड के कारण फ्री एनर्जी की गणना कर सकते हैं अब हमने लगभग सभी फ्री एनर्जीज की गणना की हैं जो फोल्डेड स्टेट एंथैल्पी शब्द के साथ हैं अब हम एन्ट्रापी शब्द के साथ जाते हैं तो यह एक रेंडमनेस है आप T डेल्टा S की गणना कर सकते हैं Delta S you can calculate the probability of a residue in a specific rotamer So in this case you can see delta S equal to minus R into delta p i ln p i is a probability of a residue in a specific rotamer in specific conformation Rotate around any single bond how many conformations each atoms can takeडेल्टा S आप एक विशिष्ट रोटामर में एक की संभावना की गणना कर सकते हैं तो इस मामले में आप डेल्टा S को ऋणात्मक R के बराबर डेल्टा P में देख सकते हैं जो कि विशिष्ट संचलन में एक विशिष्ट रोटामर में अवशेषों की संभावना है किसी भी एक बंधन के चारों ओर घुमाएं प्रत्येक परमाणु कितने अनुरूप हो सकता है या आप इस समीकरण डेल्टा S R Z पावर x के लोगरिथम में कर सकते हैं जहाँ x कई लचीले बिंदु है जहाँ हम घूम सकते हैं और Z समतुल्य ऊर्जा पर ओरियंटेशनस की संख्या है जहां उन स्थानों पर जहां ओरियंटेशनस हैं इन समीकरणों का उपयोग करके आप T डेल्टा S की गणना कर सकते हैं यह एन्ट्रापी के कारण है फिर हमने चर्चा की अनफोल्डेड स्टेट पूरी तरह से अनफोल्डेड नहीं वहाँ कुछ इंटरेक्शन ध्यान में लेते है कि अगर हम हाइड्रोजन बांड का 50 प्रतिशत लेते हैं हम मानते हैं कि वे अनफोल्डेड स्टेट स्थिति में हैं और यह धारणा है इसलिए यदि आप ऐसा कर सकते हैं फिर गैर एन्ट्रोपिक शब्द भी हम कुछ स्तर पर रख सकते हैं तो अब हमारे पास एन्ट्रापिक शब्द है हमारे पास एथैलेपिक शब्द है और यह विभिन्न प्रोटीनों के लिए उदाहरण है लेकिन अगर आप अभी गणना करते हैं तो आप रेजोल्यूशनस और अन्य परिवर्तनों के कारण इस छोटे से अंतर को देख सकते हैं इसके अलावा हम इस मॉडल में विभिन्न एप्रोक्सीमेशनस का उपयोग करते हैं अब हम प्रोटीन के सेट की गणना कर सकते हैं और कुल ले लो हमने जो लिखा है वह हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वनडेर वाल्स और सभी फ्री एनर्जीज का कुल मूल्य है और सभी एनर्जीज का योग लेते हैं फिर हम 1 को नॉर्मलाइज करते हैं इसलिए इसे इन कुल एनर्जीज द्वारा जोड़ा और विभाजित किया जाता है इसलिए फिर 1 को नॉर्मलाइज करें यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन लगभग 50 प्रतिशत तक योगदान करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड 27 प्रतिशत तक वनडेर वाल्स 15 प्रतिशत इलेक्ट्रोस्टैटिक 6 प्रतिशत और डाइसल्फ़ाइड 1 प्रतिशत फिर हमने इन नंबरों पर गौर किया कि क्या ये संख्या समझ में आती है इसलिए क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन प्रमुख है क्योंकि अधिकांश प्रोटीन वे हाइड्रोफोबिक कॉलएप्स मॉडल का पालन करते हैं और यह हाइड्रोफोबिक कोर के आंतरिक भाग में रहने के लिए बनाते हैं जब प्रोटीन फोल्ड होता है अनफोल्डेड स्टेट से फोल्डेड स्टेट में इसका मतलब है हाइड्रोफोबिक फोर्स कई प्रोटीनों के लिए प्रेरक शक्ति है और यही कारण है कि हाइड्रोफोबिक फ्री एनर्जी के मामले में यह मूल्य 50 प्रतिशत से अधिक है फिर हम इन दूसरे शब्द को देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री एनर्जी क्या प्रमुख सेकेंडरी स्ट्रक्चरस इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री एनर्जी का निर्माण करते हैं विद्यार्थी अल्फा अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड्स सेकेंडरी स्ट्रक्चरस मुख्य रूप से हाइड्रोजन बांड द्वारा बनाई जाती है यदि आप प्रोटीन स्ट्रक्चरस को देखते हैं तो मुख्य रूप से आप अल्फा हेलिसेस या बीटा स्ट्रैंड्स देख सकते हैं इस मामले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री एनर्जी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए यदि आप ये संख्या देखते हैं यह 27 प्रतिशत है वह भी वाजिब है फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन देखते हैं तो आप सकारात्मक चार्ज और नकारात्मक चार्ज के बीच सीमित संख्या में आयन जोड़े देख सकते हैं इस मामले में आप लगभग 66 प्रतिशत देख सकते हैं डाइसल्फ़ाइड ब्रीजेस मजबूत हैं लेकिन प्रतिशत कम क्यों है क्योंकि यह दुर्लभ है क्योंकि कई प्रोटीन मे सिस्टीन और डाइसल्फ़ाइड बांड नहीं है और यहां तक के साथ प्रोटीन में संख्या कम है यही कारण है कि इस मामले में संख्या कम है इसलिए इन नंबरों से हम बता सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन प्रमुख हैं और यह एक प्रेरक शक्ति है यह अनफोल्डेड स्टेट प्रोटीन को फोल्ड करने की शुरुआत करता है जब यह फोल्ड होना शुरू करता है तो हाइड्रोजन बांड जैसे अन्य इंटरैक्शनस आकार देते हैं उदाहरण के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चरस अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड और वनडेर वाल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और प्रोटीन को एक स्थिर स्थिति में रखते हैं तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शनतो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन फोल्डिंग और अन्य इंटरैक्शन शुरू करते हैं जो वे आकार देते हैं और प्रोटीन को स्थिर स्थिति में रखते हैं अब सवाल यह है कि यदि आपके पास ये इंटरैक्शन हैं क्या ज्ञात स्ट्रक्चर के किसी भी प्रोटीन के लिए फ्री एनर्जी परिवर्तन की भविष्यवाणी करना संभव है हां क्योंकि यदि आप डेल्टा G मान देखते हैं उन्हें केवल 300 से 500 प्रोटीन के लिए जाना जाता है लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर है कि इस समय कितनी स्ट्रक्चरस ज्ञात हैं Student 1विद्यार्थी 1 इस मामले में हमारे पास अधिक स्ट्रक्चरस हैं लेकिन स्टेबिलिटी वैल्यू प्रोटीन की कम संख्या के लिए जानते है तो क्या स्ट्रक्चरकी जानकारी से स्टेबिलिटी की भविष्यवाणी करना संभव है तो हम संबंधित कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपने उदाहरण के लिए प्रोटीन का सेट लिया है उदाहरण के लिए 100 प्रोटीन का सभी 100 प्रोटीन मे आप सभी योगदानों की गणना करते हैं अब जैसा कि हमने अभी चर्चा की है हमारे पास स्ट्रक्चरस हैं जिनसे हम इंटरेक्शनस की गणना कर सकते हैं तो इस मामले में आप सभी मूल्यों की गणना कर सकते हैं130000 इन सभी फ्री एनर्जी वैल्यूजऔर प्रयोगात्मक वैल्यू को भी हम जानते हैं तो हम गुणांक प्राप्त करने के लिए कम से कम वर्गों के सिद्धांत का उपयोग करते हैं क्योंकि हम y m x c लिख सकते हैं यदि केवल एक वेरिएबल है यदि यह अधिक है तो आप विस्तार कर सकते हैं तो इस मामले में हमारे पासअलग योगदान है यह स्थिर है और हमारे पास अलग अलग गुणांक हैं तो कम से कम वर्गों के सिद्धांत का उपयोग करें आप गुणांक प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रोटीन के लिए आप फ्री एनर्जी योगदान की गणना कर सकते हैं और फिर इस समीकरण का उपयोग करके आप ज्ञात स्ट्रक्चर के किसी भी प्रोटीन की स्टेबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं तो इस मामले में आपके पास प्रयोगात्मक डेटा का मूल्य है और यदि आप स्ट्रक्चरस को जानते हैं आप स्टेबिलिटीका अनुमान लगाने के लिए इन योगदानों का उपयोग कर सकते हैं प्रोटीन के एक सेट के लिए हम देख सकते हैं कि यह प्रायोगिक और अनुमानित मूल्यों के बीच एक अच्छा संबंध है विचलन बहुत कम है यह प्रोटीन की कम संख्या के साथ किया गया था लेकिन अब हमारे पास अधिक संख्या में प्रोटीन उपलब्ध हैं आप इसे बढ़ा सकते हैं और आप मूल्यों को परिष्कृत कर सकते हैं इस मामले में यह ज्ञात स्ट्रक्चरस के सभी प्रोटीनों पर लागू हो सकता है और हम अलग अलग स्टेबिलिटीज के साथ विभिन्न प्रोटीनों के लिए विश्लेषण कर सकते हैं संक्षेप में हमने आज क्या चर्चा की

विद्यार्थी फोल्डेड और फोल्डेड और uctures को जानते हैं हम सभी ऊर्जा शर्तों की गणना कर सकते हैं और विभिन्न ऊर्जाओं के योगदान को समझने के लिए आप इन मूल्यों से संबंधित कर सकते हैं साथ ही 3 D स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके फ्री एनर्जी की भविष्यवाणी करना निम्नलिखित कक्षाओं में हम उदाहरण के लिए अमीनो एसिड सब्स्टिटूशन पर आधारित प्रोटीन की स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे यदि आप स्टेबिलिटी में एक विशिष्ट रेसिड्यू को उत्परिवर्तित करते हैं और यदि आपके पास स्ट्रक्चर है कौनसे रेसिड्यूज जो स्टेबिलिटी में योगदान करते हैं कौनसे रेसिड्यूज स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है